ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन की प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टीज है और किसी भी सामान्य रूप से रिलेशनशिप और N ary भी हो सकता है अब हम एग्रीगेशन के विभिन्न रूप को देखते हैं पहले देखा था क्लास को कंप्लीट करने के लिए लाइब्रेरी के पास एक से ज्यादा यूजर की चर्चा करेंगे जनरलाइजेशन के बारे में क्या बात की थी तो यह दो एब्स्ट्रेक्शन है

हमने यहां पर क्लास डायग्रामऔर उसके प्रकार के बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा वह सारे इनहेरिटेंस है यहां पर जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन का उदाहरण है भारतीय में कम से कम ₹1000 होने चाहिए और यह हो सकता है चेकिंग अकाउंट के संदर्भ में यह लागू ना हो मतलब चेकिंग अकाउंट के पास यह प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है सेविंग अकाउंट को जोड़ते हैं तो यह स्पष्ट रूप से वास्तविक दुनिया को दर्शाता है ताकि जब भी संभव हो हम जनरलाइज्ड कंसेप्ट के संदर्भ में है या हम सारी स्पेशलाइज्ड क्लास करने में आसान हो उसको हम समय समय पर उपयोग कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से इनहेरिटेंस पर इंटरेस्ट पा सकते हैं जो हमारे पास है बैंक अकाउंट है जब भी वह स्थिति होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस सकते हैं तो हम यहां देख सकते हैं डायरेक्टर ना हो और संभवतः उससे उसके काम के अनुसार उसे भुगतान किया जाता है इत्यादि दूसरी और परमानेंट मैनेजर के लिए अक्सर उपयोग करते हैं और क्लास डायग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अब एक बिंदु जिसे मैं हाईलाइट का मतलब होता है विशेष रुप से यहां पर कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जैसे अगर मेरे पास एक ऐसी क्लास

मैनेजर होगी हो सकता है कुछ ऑपरेशनकरने के लिए क्या करना चाहिए तो कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस की विशिष्ट व्याख्या और विशिष्ट शब्दार्थ होगा तो आगे हमें यह समझना होगा कि किसी खास लैंग्वेज के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस रूप में जानते हैं डिपेंडेंसी कुछ हद तक एक अलग अवधारणा को प्रस्तुत करती है यह 2 क्लास पहलू के बारे में जब हम जनरलाइजेशन पर निर्भर है रिलेशनशिप का निर्माण कर सकते हैं तो हमारे पास एसोसिएशन से खरीदा जा सकता है किसी और से नहीं दिया गया है हमें दिखाना होगा की वास्तव में हम देश के किसी भी उपलब्ध वेंडर के साथ खरीद नहीं कर सकते हैं हम केवल उन वेंडर्स को शामिल कर सकता है जो सूचीबद्ध नहीं है इस कारण से हो सकता है कि वह सिस्टम जो निश्चित तापमान सेट करने और उसको बनाए रखने की कोशिश करता है तो आंतरिक रूप से इसमें एक हीटर काम कर रहे हैं इसको हम समझ सकते हैं कार एयर कंडीशनर में नहीं है लेकिन कार के एयर कंडीशनिंग है जिसको हम घुमा सकते हैं और वह दिखाता है एक एक छोर पर नीला हिस्सा और दूसरे छोर पर लाल हिस्सा नीला हिस्सा कूलिंग को मान्य कर सकता लेकिन दोनों एक साथ मान्य नहीं हो सकते

यह एक्सक्लूसिव बनाई जाती है स्वाभाविक रूप से एसोसिएशनना हो अगर मैं इस तरीके से संशोधन करना चाहिए संभव होगा की अगर मेरे पास एक कमेटी P1 है अनुपस्थित होने पर वह व्यक्ति कमेटी होना चाहिए जिसका अर्थ है यहां पर व्यक्तियों के बीच मेंव्यक्ति और कमेटी चेयरमैन के रूप में रिलेशन हैतो यह व्यक्ति का दोहरा संयोजन और कमेटी दोनों ही पार्टिसिपेशन होना चाहिए तो इसलिए इस को खारिज किया जाएगा तो अगर C2 को खुश करना होगा तो उसे P2 या P3 होना होगा तो यदि मैं कहता हूं यह P3 C2 का चेयरमैन है तो यह मान्य होगा लेकिन P1 का C2 का चेयरमैन होना मान्य नहीं होगा तो इस तरह से हमको कंस्ट्रेंट्स की कल्पना करते हैं एक बुक आइटमसे कैसे संबंधित है तो यहां पर इनके बीच में यूज डिपेंडेंसी है जो हमारे पास हो सकते हैं आप इसे विशेष रूप से उस उदाहरण पर उपयोग कर सकते हैं यहां पर यह एनॉटेड है मैं अब मॉड्यूल हुए 25 के यूज केस डायग्राम से है क्योंकि जब हम छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं अनुरोध करते हैं या छुट्टी एप्रूव्डबनाने के लिए इन सबको जोड़ते हैं तो यह कार्य है जो पिछले मॉड्यूल है इसके अलावा कई और क्लासहमने पहले देखा था इस एब्स्ट्रेक्ट क्लास के साथ शुरुआत की थी हमने इसके साथ पहले शुरुआत की क्योंकि यह अनिवार्य था एक संपूर्ण क्लास वास्तव में अपने आप को क्लास के ऑपरेशन के रूप में प्रकट करता है क्योंकि क्लासहै हमारे पास पर्सनल जो संभव है तो यह डायग्राम है जो मल्टीपलीसिटी के साथ एक तरफ लीड साइड और एक तरफ एग्जीक्यूटिव साइड को रिपोर्ट करता हैइसका मतलब है कि कई एग्जीक्यूटिव सिंगल लीड कर सकते हैं

यहां पर हमारे पास एब्स्ट्रेक्ट क्लास करनी होगी HAS A मल्टीपलीसिटी के लिए विभिन्न रूप के लिए के लिए इत्यादि तो यह मल्टीपलीसिटी है है जब हम कहते हैं तो आप देख सकते हैं इस अप्रूव्स है तो यदि आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं तो अप्रूवल को रिपोर्ट नहीं किया है जब भी अप्रूवल को पूर्ण करने की कोशिश करें बाद में समय के साथ समाधान भी आएगा तो यह क्लास डायग्राम का UML के रूप में चर्चा का निष्कर्ष है अब आप एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए किसी भी सिस्टम प्रिस्क्रिप्शन LMS सिस्टम को लेकर क्लास डायग्राम का अभ्यास करेंगे आप इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं